मेरिल्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग Merrill's First Principles of Learning मॉड्यूल 3 यूनिट 8 में आपका स्वागत है पहले की इकाइयों में हमने मेरिल का उल्लेख किया था लेकिन इस इकाई में हम मेरिल के सिद्धांतों का अधिक विस्तार से पता लगाने का प्रयास करेंगे पिछली इकाई में हमने देखा कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के निर्देशात्मक घटकों का उपयोग कैसे किया जाता है इस इकाई में हम मेरिल्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग Merrill's First Principles of Learning को समझेंगे हम जानते हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन अप्रोच इंस्ट्रक्शनल मेथड इंस्ट्रक्शनल आर्किटेक्चर हैं जो दुनिया भर में उपयोग किए जा रहे हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान निर्देशात्मक डिजाइन सिद्धांत ने विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शनल मॉडल तैयार किए हैं क्या ऐसा कुछ है जो इन मॉडलों में से अधिकांश के लिए सामान्य है वह मेरिल की दृष्टि थी इंस्ट्रक्शन डिजाइन के लिए परस्पर संबंधित निर्देशात्मक सिद्धांतों का एक सेट तैयार करें ये सिद्धांत किसी विशिष्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल या इंस्ट्रक्शनल मेथड से स्वतंत्र होने चाहिए इसका मतलब है कि इन सिद्धांतों को अधिकांश इंस्ट्रक्शनल मॉडल या इंस्ट्रक्शनल मेथड में पालन किया जाना चाहिए या तो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से इस नाम से या किसी अन्य नाम से लेकिन मेरिल ऐसे सिद्धांतों को निकालना चाहता था जो अधिकांश सफल इंस्ट्रक्शनल मॉडल या इंस्ट्रक्शनल मेथड में सामान्य हैं और वह बहुत स्पष्ट है कि ये सिद्धांत अपने आप में एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल या इंस्ट्रक्शनल मेथड का तरीका नहीं हैं इन सिद्धांतों को विभिन्न मॉडलों और विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है उन मॉडलों में से कुछ में वास्तविक शब्दावली भिन्न हो सकती है हम बाद की इकाइयों में देखेंगे लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत इसकी भावना समान है और आगे मेरिल इन सिद्धांतों को प्रकृति में निर्देशात्मक बनाना चाहता था इसका मतलब है वे डिजाइन उन्मुख हैं बस वे वर्णन नहीं करते कि क्या है लेकिन वे निर्देशात्मक हैं और इंस्ट्रक्शनल मॉडल या इंस्ट्रक्शनल मेथड को डिजाइन करने के लिए दिशानिर्देश देते हैं ये परस्पर संबंधित निर्देशात्मक सिद्धांत हैं मेरिल पहले सिद्धांतों के रूप में पांच सिद्धांतों के साथ सामने आया वह उन्हें पहला सिद्धांत कहता है क्योंकि वे किसी भी इंस्ट्रक्शनल मॉडल या इंस्ट्रक्शनल मेथड के डिजाइन के लिए बहुत ही बुनियादी हैं सीखने के ये पांच पहले सिद्धांत हैं कार्यक्रम और अभ्यास इनमें से कुछ या सभी पहले सिद्धांतों का उपयोग करते हैं जैसा कि हमने देखा और मेरिल की थीसिस Merill's thesis यह है कि किसी विशेष मॉडल या निर्देश की विधि की प्रभावशीलता दक्षता और जुड़ाव उस डिग्री का एक कार्य है जिस तक इन सिद्धांतों को लागू किया जाता है इसका मतलब है कि इन सिद्धांतों का कार्यान्वयन जितना व्यापक होगा इंस्ट्रक्शन उतना ही अधिक प्रभावी कुशल और आकर्षक होगा जैसा कि सभी पांच सिद्धांतों को लागू किया जाता है मेरिल की थीसिस यह है कि इंस्ट्रक्शन बहुत अधिक प्रभावी कुशल और आकर्षक होने की संभावना है बेशक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्थितिजन्य सिद्धांत शामिल नहीं हैं निर्देश स्थितियां हमने पहले छुआ है वे प्रभावशीलता अयस्क दक्षता या जुड़ाव को थोड़ा संशोधित कर सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं इंस्ट्रक्शन के तीन ई को बढ़ाया जाएगा यदि इन पांच सिद्धांतों को इंस्ट्रक्शनल मेथड में लागू किया जाता है जो कि मेरिल की थीसिस Merrill's thesisहै हमारे पास इसका समर्थन करने के लिए बहुत अधिक अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं हैं लेकिन सहज रूप से हम सभी शिक्षक देखेंगे कि ये सिद्धांत समझ में आते हैं वे प्रकृति में सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं इंस्ट्रक्शन के इन पांच प्रथम सिद्धांतों के कार्यान्वयन के अनुपात में किसी दिए गए इंस्ट्रक्शनल मेथड से सीखने की सुविधा होगी इस इकाई में हम क्या करेंगे मेरिल्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग Merrill's First Principles of Learning को प्रस्तुत करें और फिर अगली इकाई में एक ऐसे मॉडल पर चर्चा करें जो इन सभी पांच सिद्धांतों को लागू करता है जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है विभिन्न प्रकार के मॉडल इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं बाद की इकाइयों में जब हम अन्य इंस्ट्रक्शन अप्रोच को देखते हैं तो हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि वे इन मेरिल्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग Merrill's First Principles of Learning के अनुरूप कहां हैं मेरिल द्वारा पहचाने और बताए गए सीखने के पांच पहले सिद्धांत हैं टास्क सेंटर्ड प्रिंसिपल एक्टिवेशन प्रिंसिपल डेमनस्टेशन प्रिंसिपल एप्लीकेशन प्रिंसिपल और इंटीग्रेशन प्रिंसिपल पहला टास्क सेंटर्ड प्रिंसिपल है सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थी टास्क सेंटर्ड निर्देशात्मक रणनीति में संलग्न होते हैं जब मेरिल कार्य कहता है तो यह एक अभ्यास की तरह नहीं है समस्या है जो हम कक्षा के अंत में देते हैं मेरिल वास्तव में चाहता है कि छात्र पूरे कार्य में संलग्न हों एक ऐसा कार्य जिसकी प्रकृति काफी हद तक उस तरह के कार्यों के समान है जिसका छात्रों को तब सामना करना पड़ता है जब वे वास्तव में पेशे का अभ्यास करना शुरू करते हैं टास्क सेंटर्ड निर्देशात्मक रणनीति से सीखने को तब बढ़ाया जाता है जब शिक्षार्थी संपूर्ण कार्यों की सरल से जटिल प्रगति करते हैं यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शुरुआत में वे शिक्षार्थी अत्यधिक जटिल कार्यों के साथ बहुत सहज नहीं हो सकते हैं तो हम काफी सरल कार्य के साथ शुरू कर सकते हैं लेकिन कार्य एक संपूर्ण कार्य होना चाहिए वह मेरिल की थीसिस Merrill's thesisहै धीरे धीरे हम उन सभी कार्यों की जटिलता को बढ़ा सकते हैं जो शिक्षार्थियों को प्रस्तुत किए जाते हैं और शुरू में सीधे निर्देश संकेत सुझाव आदि के रूप में प्रशिक्षक का समर्थन काफी व्यापक हो सकता है जैसे जैसे शिक्षार्थी अधिक जटिल संपूर्ण कार्यों के उत्तराधिकार के माध्यम से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे प्रशिक्षक को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए ताकि शिक्षार्थी उन कार्यों को हल कर सके उन कार्यों पर अधिक या कम स्वतंत्र फैशन में काम कर सके प्रत्यक्ष निर्देश प्रामाणिक वास्तविक दुनिया संदर्भ की समस्याएं या कार्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं से हमारा वास्तव में क्या तात्पर्य है यह अलग है सामान्य तौर पर यह दृष्टिकोण विषय केंद्रित निर्देश रणनीतियों से भिन्न होता है जो संभवतः टास्क सेंटर्ड रणनीति से अधिक लोकप्रिय होते हैं एक विषय केंद्रित निर्देशात्मक रणनीति में आमतौर पर यह होता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक घटक कौशल वास्तव में पहले प्रस्तुत किए जाते हैं वास्तव में समस्या को हल करने से पहले यह एक प्रकार का बॉटम अप दृष्टिकोण है जहां विभिन्न कौशल सेट पहले प्रदान किए जाते हैं एक चेतावनी के साथ हो सकता है हो सकता है कि आपको शुरू में इसके महत्व का एहसास न हो लेकिन बाद के पाठ में आप इसे देखेंगे हम पहले सभी बुनियादी कौशल प्रस्तुत करते हैं फिर हम इन दक्षताओं के आधार पर किसी कार्य को हल करने का प्रयास करते हैं टास्क सेंटर्ड निर्देशात्मक रणनीति पूरे कार्य के साथ शुरू होती है हम कार्य से शुरू करते हैं जटिलता कम हो सकती है लेकिन कार्य की प्रकृति उन कार्यों की प्रकृति के समान है जो शिक्षार्थियों को पेशेवर बनने पर हल करना होगा अपने बाद के पेशे के दौरान वे जिस तरह के कार्य का सामना करते हैं वह पूरे कार्यों को प्रस्तुत करने का आदर्श बन जाता है कार्य के प्रत्येक स्तर पर निर्देश चक्र दोहराया जाता है और फिर हम अधिक जटिल कार्य की ओर बढ़ते हैं एक न्यूनतम टास्क सेंटर्ड निर्देश रणनीति एक ही कार्य हो लेकिन मेरिल बहुत दृढ़ता से इस बात की वकालत करते हैं कि जब तक परिस्थितिजन्य बाधाएं न हों एक ही कार्य के बजाय तेजी से जटिल कार्यों की प्रगति करना बेहतर होता है उनका सुझाव है कि प्रारंभ में प्रशिक्षक का समर्थन व्यापक हो सकता है लेकिन धीरे धीरे प्रशिक्षक को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए ताकि छात्रशिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से समस्या से जुड़ सकें जैसे जैसे जटिलता निम्न से उच्च तक बढ़ती जाती है प्रशिक्षक का समर्थन वास्तव में कम होता जाता है ताकि शिक्षार्थी अधिक जटिल समस्या पर हमला करने में सहज हो सकें यदि परिस्थितिजन्य बाधाएं हैं तो टास्क सेंटर्ड रणनीति एक ही कार्य हो सकती है लेकिन यह एक संपूर्ण कार्य होना चाहिए यह समस्या आधारित के समान नहीं है समस्या आधारित शिक्षा छात्रों द्वारा समस्या का समाधान खोजने के लिए एक खुले अंत की खोज के रूप में अधिक होती है वे एक दूसरे से सीखते हैं प्रारंभ में प्रशिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों से और बाद में छात्रों द्वारा खोजे गए संसाधनों से जब वे समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं यह एक अधिक खुला अंत खोजपूर्ण प्रकृति है वास्तव में बाद की इकाई में हम निर्देश के लिए समस्या आधारित दृष्टिकोण का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे टास्क सेंटर्ड निर्देशात्मक रणनीति इसके विपरीत वास्तव में प्रत्यक्ष निर्देश का एक रूप है लेकिन वास्तविक दुनिया की समस्याओं के संदर्भ में प्रशिक्षक अनिवार्य रूप से कक्षा की गति को नियंत्रित करता है यह प्रत्यक्ष निर्देश का एक रूप है लेकिन यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं के संदर्भ में होता है अगला सिद्धांत एक्टिवेशन प्रिंसिपल है मेरिल का कहना है कि अधिकांश निर्देशात्मक मॉडल जो प्रभावी कुशल और आकर्षक हैं उनमें यह घटक होता है सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थी प्रासंगिक संज्ञानात्मक संरचनाओं को सक्रिय करते हैं जो वर्तमान योग्यता के लिए प्रासंगिक पूर्व ज्ञान या अनुभव को याद करने वर्णन करने या प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित होते हैं इसका अनिवार्य रूप से अर्थ यह है कि ज्ञान रचनावादी प्रकार का सिद्धांत है ज्ञान पिछले ज्ञान पर बनाया गया है जो शिक्षार्थियों के पास पहले से है यह उनके नए ज्ञान के निर्माण की नींव बन जाता है और शिक्षार्थी नए ज्ञान को जो उनके पास पहले से है उसमें एकीकृत करते हैं इस तरह सीखना आगे बढ़ता है यही थीसिस है छात्रों को प्रदान किए जाने वाले नए ज्ञान के साथ शुरू करने से पहले प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी प्रासंगिक पिछले ज्ञान आधार को याद करें प्रासंगिक क्योंकि मॉडल जो उन्होंने पहले से ही पिछले ज्ञान से बनाया है छात्रों को प्रदान किए जा रहे नए ज्ञान को अवशोषित करने में मदद करनी चाहिए इसलिए छात्रों द्वारा प्रासंगिक ढांचे को याद किया जाना चाहिए जब शिक्षार्थी पिछले ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो सक्रियण से सीखने में वृद्धि होती है पिछले ज्ञान की सक्रियता की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी रणनीति होगी कि सभी छात्र वास्तव में अपनी पिछली ज्ञान पृष्ठभूमि को याद रखें जो प्रासंगिक है इन अनुभवों को साझा करके सहकर्मी अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव पिछले ज्ञान की पृष्ठभूमि मानसिक मॉडल को याद कर सकते हैं उनकी तुलना करें और यदि मतभेद हैं तो वे चर्चा कर सकते हैं इसलिए छात्र एक प्रकार के सहयोगात्मक प्रयास में संलग्न हो सकते हैं जिससे वे एक दूसरे के पिछले ज्ञान आधार की याद को सुदृढ़ करते हैं सक्रियण से सीखने में वृद्धि होती है जब शिक्षार्थी इस नए ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए एक संरचना को याद करते हैं या प्राप्त करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक संरचना हो जिसमें ज्ञान एकीकृत हो जानकारी के टुकड़ों को बेतरतीब ढंग से लेने का प्रयास वास्तव में छात्रों द्वारा किसी भी गहन सीखने में योगदान नहीं देगा शिक्षार्थियों के पास एक सही मानसिक मॉडल एक संरचना होनी चाहिए जो नए सीखने को समायोजित कर सके प्रशिक्षक को विद्यार्थियों से वर्तमान में क्या है विचार निकालने का प्रयास करके उचित मानसिक मॉडल को लागू करने या याद करने में शिक्षार्थियों की मदद करनी चाहिए और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ चर्चा करने के लिए विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए और फिर सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक उपयुक्त मानसिक ढांचा के साथ शुरू करते हैं शिक्षार्थियों को पहले सीखी गई प्रासंगिक संज्ञानात्मक संरचनाओं को याद करने के लिए निर्देशित करना और यह जांचना कि यह वर्तमान कार्य के लिए प्रासंगिक है शिक्षार्थियों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उपयुक्त मानसिक मॉडल लागू किया गया है अपने आप में शिक्षार्थी पहले के ज्ञान से एक उचित मॉडल को याद करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो वर्तमान ज्ञान के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त है प्रशिक्षक को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए उनकी मदद करनी चाहिए छात्रों को मॉडल को याद करने दें उन्हें चर्चा में शामिल होने दें और यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षक मानसिक मॉडल की तस्वीर को ठीक करने में उनकी मदद कर सकते हैं जब वे उपयुक्त मानसिक मॉडल को याद करते हैं तो सीखने में वृद्धि होती है इस तरह का एक उपयुक्त मॉडल शिक्षार्थियों को निर्देश के बाद के चरणों के दौरान प्रदर्शन आवेदन और प्रतिबिंब के दौरान मदद करता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और कुछ निर्देशात्मक मॉडलों में यह एक प्रमुख भूमिका निभाता है लेकिन कुछ अनुभवों में मेरिल ने देखा है और हम में से कुछ ने यह भी देखा होगा कि प्रशिक्षक इस चरण को छोड़ देता है तब शिक्षार्थी वास्तव में नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए ठीक से तैयार नहीं होते हैं पिछले अनुभवों को साझा करना साथियों को विचित्र अनुभव प्रदान करता है अन्य लोग वास्तव में अनुभव कर सकते हैं कि मॉडल प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति क्या वर्णन करता है और यह उनमें समान प्रतिबिंब को उत्तेजित करता है जो पूरी कक्षा को सभी शिक्षार्थियों के दिमाग में उचित अपेक्षित मानसिक मॉडल के साथ तैयार होने में मदद करता है नई सामग्री के वितरण की शुरुआत से पहले यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत डेमोंसट्रेशन है सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थी सीखे जाने वाले कौशल के डेमोंसट्रेशन का निरीक्षण करते हैं जो सिखाई जा रही सामग्री के प्रकार के अनुरूप होता है मेरिल एक अलग शब्दावली का उपयोग करता है सामग्री वह वर्गीकृत करता है कि वर्गीकरण प्रकार के रूप में या एक प्रक्रिया प्रकार का पालन करना या क्या होगा अगर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना लेकिन हम ब्लूम वर्गीकरण का अनुसरण कर रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि डेमोंसट्रेशन पाठ्यक्रम के परिणाम या इस विशेष सत्र में सिखाई जा रही योग्यता के अनुरूप होना चाहिए डेमोंसट्रेशन पाठ्यक्रम के परिणाम के अनुरूप होना चाहिए जिस स्तर पर प्रासंगिक सीओ की संज्ञानात्मक प्रक्रिया स्थित है उसके आधार पर डेमोंसट्रेशन उसी संज्ञानात्मक स्तर पर होना चाहिए यदि सीओ विश्लेषण स्तर पर है तो निर्देशप्रदर्शन विश्लेषण स्तर पर होना चाहिए मोटे तौर पर मेरिल जो कहना चाह रहा है वह यह है कि सीखे जाने वाले कौशलों का प्रदर्शन सिखाई जा रही सामग्री के प्रकार के अनुरूप होना चाहिए डेमोंसट्रेशन से सीखने को सहकर्मी चर्चा और सहकर्मी डेमोंसट्रेशन द्वारा बढ़ाया जाता है शिक्षार्थियों को जो कुछ भी प्रस्तुत किया जा रहा है उसका निष्क्रिय अवशोषक नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए वे आपस में चर्चा कर सकते हैं और जहां आवश्यक हो वे अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर सकते हैं लेकिन शिक्षार्थियों और प्रशिक्षक के बीच एक सक्रिय बातचीत सीखने को बढ़ावा देगी डेमोंसट्रेशन से सीखने को सहकर्मी चर्चा और सहकर्मी डेमोंसट्रेशन द्वारा बढ़ाया जाता है डेमोंसट्रेशन से सीखने को तब बढ़ाया जाता है जब शिक्षार्थियों को एक आयोजन संरचना को विशिष्ट उदाहरणों से जोड़ने के लिए निर्देशित किया जाता है बहुत व्यापक सिद्धांत उन सिद्धांतों के अनुप्रयोग के विशिष्ट उदाहरणों से संबंधित होने चाहिए डेमोंसट्रेशन में सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ विशिष्ट उदाहरण भी शामिल होंगे जहां इन सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है और शिक्षार्थियों को पिछले ज्ञान और वर्तमान ज्ञान को सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ विशिष्ट उदाहरणों से संबंधित एक आयोजन संरचना में सक्षम होना चाहिए डेमोंसट्रेशन से सीखने को तब बढ़ाया जाता है जब शिक्षार्थी सामग्री के लिए प्रासंगिक मीडिया के माध्यम से निरीक्षण करते हैं सामग्री की प्रकृति सीओ के प्रकार के आधार पर किसी को टेक्स्ट या ग्राफिक्स या सिमुलेशन या वास्तव में काम करने वाले मॉडल का उपयोग करना पड़ सकता है हम जिस भी माध्यम का उपयोग कर रहे हैं वह उस योग्यता के अनुरूप होना चाहिए जिसे हम शिक्षार्थियों में बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि मीडिया को पाठ्यक्रम के परिणाम या योग्यता के अनुरूप होना चाहिए डेमोंसट्रेशन के महत्वपूर्ण तत्वों पर शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करने में शिक्षार्थी का मार्गदर्शन काफी मददगार है जबकि डेमोंसट्रेशन हो रहा है प्रशिक्षक महत्वपूर्ण तत्वों को इंगित कर सकता है और शिक्षार्थियों को डेमोंसट्रेशन के उन महत्वपूर्ण तत्वों को देखने प्रतिबिंबित करने और उनका उपयोग करने में मार्गदर्शन कर सकता है शिक्षार्थी का मार्गदर्शन काफी आवश्यक या प्रासंगिक है क्योंकि पूर्व सीखने के मानसिक मॉडल के आह्वान के साथ भी यह संभव है कि कभी कभी प्रारंभिक चरणों में शिक्षार्थी डेमोंसट्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को याद करते हैं मेरिल डेमोंसट्रेशन के दौरान सूचना और चित्रण के बीच अंतर करता है अनिवार्य रूप से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के संदर्भ में इसका मतलब कुछ ऐसा है जैसे याद रखना समझना और स्तरों को लागू करना सूचना सामान्य सिद्धांतों की प्रस्तुति है और शिक्षार्थियों को इसे याद करने में सक्षम होना चाहिए चित्रण विशिष्ट मामलों के साथ सामान्य सिद्धांतों का डेमोंसट्रेशन है और शिक्षार्थियों को किसी भी मामले में सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम होना चाहिए सामग्री की प्रकृति के आधार पर प्रशिक्षक को सूचना और चित्रण के दौरान शिक्षार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए सामग्री की प्रकृति के आधार पर डेमोंसट्रेशन को उपयुक्तप्रासंगिक मीडिया जैसे text graphics simulationआदि का उपयोग करना चाहिए एप्लीकेशन प्रिंसिपल सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थी अपने नए अर्जित ज्ञान के आवेदन में संलग्न होते हैं जो कि है सिखाई जा रही सामग्री के प्रकार के अनुरूप एक बार फिर ब्लूम के वर्गीकरण के संदर्भ में आवेदन संबंधित सीओ या योग्यता के संज्ञानात्मक प्रक्रिया स्तर के अनुरूप होना चाहिए इसलिए यदि यह एक योग्यता है जो विश्लेषण के स्तर पर है तो छात्रों को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न होना चाहिए जो विश्लेषण स्तर पर हो यदि यह लागू है तो यह लागू स्तर पर है मेरिल के एप्लीकेशन प्रिंसिपल का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया जाता है यह अनिवार्य रूप से ब्लूम का लागू नहीं है लेकिन मूल रूप से यह एक संज्ञानात्मक स्तर पर एक समस्या से जुड़ा हुआ है जो सीओ के संज्ञानात्मक स्तर या योग्यता के अनुरूप है जब शिक्षार्थी अपने नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग में संलग्न होते हैं जो पढ़ाए जा रहे सामग्री के प्रकार के अनुरूप होता है जिसका अनिवार्य रूप से सीओ या योग्यता के अनुरूप होता है किसी एप्लीकेशन से सीखना तब प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षार्थियों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो जब वे आवेदन में लगे हों एप्लीकेशन से सीखना सहकर्मी सहयोग द्वारा बढ़ाया जाता है लगभग सभी शिक्षण स्थितियों में यह माना गया है कि सहकर्मी सहयोग सीखने को बढ़ावा देता है जब शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है और प्रत्येक बाद के कार्य के लिए इस कोचिंग को धीरे धीरे वापस ले लिया जाता है तो एक आवेदन से सीखना बढ़ाया जाता है जैसा कि हमने उल्लेख किया है हमारे पास तेजी से जटिल कार्यों की प्रगति है प्रारंभिक चरणों में कोचिंग प्रशिक्षक की मदद काफी महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन जैसे जैसे शिक्षार्थी अधिक जटिल समस्याओं के साथ आगे बढ़ते हैं कोचिंग प्रशिक्षक से सहायता को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए वापस ले लिया जाना चाहिए और अंत में शिक्षार्थियों को कार्य को पूरी तरह से स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए इन चक्रों को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि शिक्षार्थी पूरे कार्य को स्वयं करने में सक्षम नहीं हो जाते यह मेरिल का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है एप्लीकेशन मेरिल वास्तव में यह भी नोट करता है कि सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब डेमोंसट्रेशन और एप्लीकेशन के बीच का समय जितना संभव हो उतना छोटा होता है इसका मतलब है कि जैसा कि शिक्षार्थी डेमोंसट्रेशन को देखते हैं उन्हें एप्लीकेशन में जितनी जल्दी हो सके संलग्न करने में सक्षम होना चाहिए अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे शायद अधिकांश निर्देशात्मक स्थितियों में नजरअंदाज कर दिया जाता है वह है इंटीग्रेशन प्रिंसिपल सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थी अपने नए अर्जित ज्ञान को अपनी आंतरिक संज्ञानात्मक संरचनाओं में प्रतिबिंबित करने और उस पर चर्चा करने के लिए निर्देशित करके एकीकृत करते हैं अक्सर प्रशिक्षक कहते हैं इसके बारे में सोचो और इसे उसी पर छोड़ दें वास्तव में इसके बारे में सोचो यह एकीकरण सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं है छात्रों को प्रतिबिंब प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रशिक्षक से सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है नए अर्जित ज्ञान का मौजूदा ज्ञान में इंटीग्रेशन छात्रों द्वारा गहन सीखने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षार्थी इस ज्ञान को एकीकृत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उनके पास बना रहे विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं चीजों में से एक यह हो सकता है कि शिक्षार्थी अपने नए ज्ञान को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर सकें जब वे इस नए ज्ञान को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं तो यह संभावना है कि यह उनके साथ अधिक समय तक रहता है कुछ विशिष्ट विवरण वे लंबे अंतराल के बाद याद करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन सामान्य आवेदन संदर्भ उनके पास रहेगा इंटीग्रेशन से सीखना सहकर्मी समालोचना द्वारा बढ़ाया जाता है जब आप अपने स्वयं के नए अर्जित ज्ञान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने स्वयं के दृष्टिकोण का बचाव कर सकते हैं यदि साथी समीक्षा कर सकते हैं आलोचना कर सकते हैं और यदि हम इसका बचाव कर रहे हैं तो हम शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि शिक्षार्थी अब अपना नया अर्जित ज्ञान प्रदर्शन कर रहा है कुछ अर्थों में यह शिक्षक की भूमिका है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकांश मामलों में शिक्षक छात्र से अधिक सीखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप किसी पद का बचावबहस करने की कोशिश कर रहे हैं एक कौशल लागू करें ताकि जब छात्र उस भूमिका को निभाएं तो सीखना मजबूत होगा इंटीग्रेशन से सीखने को तब बढ़ाया जाता है जब शिक्षार्थी उस नए ज्ञान और कौशल का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत तरीके बनाते हैं उनका आविष्कार करते हैं या उनका पता लगाते हैं शिक्षार्थियों के लिए अपने नए अर्जित ज्ञान को वास्तविक संदर्भ में लागू करने के जितने अधिक अवसर होंगे वह उतना ही मजबूत होगा और इस नए ज्ञान को बनाए रखने में अधिक समय लगेगा इसलिए यह सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहां छात्रों शिक्षार्थियों को अपने नए अर्जित ज्ञान को मौजूदा ज्ञान के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है यह शिक्षार्थियों को सीखी गई बातों को बनाए रखने में मदद करता है सहकर्मी चर्चा और सहकर्मी आलोचना के माध्यम से प्रतिबिंब को बढ़ावा दिया जाता है और शिक्षार्थियों के लिए अपनी नई अर्जित योग्यता को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के अवसर एक महान प्रेरक हो सकते हैं शिक्षार्थी जब वे अपनी नई अर्जित दक्षताओं का उपयोग अपने व्यक्तिगत संदर्भ में करते हैं तो अधिगम के अधिक स्थिर होने की संभावना है हम मेरिल के मॉडल को सीखने के चार चरणों के चक्र के रूप में देख सकते हैं जो एक संपूर्ण कार्यएक विशिष्ट यथार्थवादी कार्य के इर्द गिर्द केंद्रित है एक कार्य जिसकी प्रकृति काफी हद तक उस तरह के कार्यों के समान है जिसका शिक्षार्थियों को अपने पेशेवर जीवन में सामना करना पड़ेगा पहला चरण सक्रियण है जहां पूर्व मानसिक मॉडल लागू किए जाते हैं शिक्षार्थियों को नई जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं फिर अगला चरण डेमोंसट्रेशन है जहां प्रशिक्षक उस योग्यता का प्रदर्शन करता है जिसे छात्रों द्वारा हासिल और प्रदर्शित किया जाना है डेमोंसट्रेशन प्रासंगिक सीओ या योग्यता की संज्ञानात्मक प्रक्रिया और ज्ञान श्रेणी पर निर्भर करता है इसके बाद शिक्षार्थी कार्य में संलग्न होते हैं अपने नए अर्जित ज्ञान को लागू करते हैं एप्लीकेशन चरण अंत में बहुत महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन चरण जहां शिक्षार्थी अपने नए अर्जित ज्ञान को अपने मौजूदा ज्ञान में एकीकृत करते हैं और पूरी बात समेकित होती है और समूह चर्चाप्रतिबिंबपत्रिका लिखने जैसी उपयुक्त गतिविधियां शुरू की जाती हैं जो इस योग्यता को लंबे समय तक बनाए रखने को बढ़ावा देती हैं इस दौरान एक सूक्ष्म संरचना मार्गदर्शन कोचिंग प्रतिबिंब चक्र चलता रहता है एक्टिवेशन चरण के दौरान वास्तव में प्रशिक्षक शिक्षार्थियों को एक संरचना को याद करने में बढ़ावा दे रहा हैमदद कर रहा है डेमोंसट्रेशन के दौरान प्रशिक्षक अनिवार्य रूप से मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है या एक विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहा है एप्लीकेशन चरण के दौरान प्रशिक्षक वास्तव में एक कोच की भूमिका निभा रहा है छात्रों को अपने नए अर्जित ज्ञान को लागू करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है और जैसा कि हम देखते हैं कि कोचिंग धीरे धीरे वापस ले ली जाती है और अंतिम इंटीग्रेशन चरण के दौरान प्रशिक्षक को शिक्षार्थियों में प्रतिबिंब को बढ़ावा देना चाहिए निर्देश के चार चरण चक्र में वास्तव में संरचना मार्गदर्शन कोचिंग और प्रतिबिंब का एक उप चक्र है इस सूक्ष्म चक्र के प्रशिक्षक की समझ जितनी अच्छी होगी निर्देश उतना ही प्रभावी हो सकता है मेरिल आम तौर पर मानता है कि अंत में टैग किए गए याद रखें जो मैंने आपको बताया प्रश्नों के साथ केवल सूचना निर्देश को बहुत निम्न स्तर की निर्देशात्मक रणनीति माना जाता है इसका मतलब है यह एकतरफा प्रवाह है और कोई सक्रियण चरणअनुप्रयोग चरणप्रतिबिंब चरण नहीं है जैसा कि सीखने के पहले सिद्धांतों को निर्देशात्मक रणनीति में लागू किया जाता है निर्देश रणनीति उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी उदाहरण के लिए यदि निर्देशात्मक रणनीति में एक्टिवेशन चरण शामिल है तो शिक्षण एक स्तर ऊंचा होगा यदि इसमें एक टास्क सेंटर रणनीति शामिल है जहां संपूर्ण शिक्षण एक यथार्थवादी कार्य के आसपास होता है एक संपूर्ण कार्य तो शिक्षण अगले उच्च स्तर पर पहुंच जाता है यदि शिक्षार्थियों को अपने नए अर्जित ज्ञान को लागू करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं तो अधिगम और भी उच्च स्तर पर पहुंच जाता है निर्देशात्मक रणनीति तब भी उच्च स्तरीय रणनीति बन जाती है यदि रणनीति में शिक्षार्थियों की ओर से प्रतिबिंब का एक सचेत प्रचार शामिल हो फिर हम उच्चतम स्तर की निर्देशात्मक रणनीति प्राप्त करेंगे वह मेरिल की थीसिस Merrill's thesis है इसका समर्थन करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं हैं लेकिन सहज रूप से यह काफी स्पष्ट दिखता है और मेरिल को इंस्ट्रक्शनल डिजाइन थ्योरी के क्षेत्र में अपने विशाल अनुभव के साथ और विभिन्न मॉडलों के साथ अपने विशाल अनुभव के साथ विश्वास है कि कुल मिलाकर यह सच है हालांकि निर्देशात्मक स्थितियों की विशिष्टताएं इन प्रभावों को थोड़ा संशोधित कर सकती हैं लेकिन मोटे तौर पर यह दर्शन है कि इन पांच सिद्धांतों में से अधिक से अधिक अपनाने के साथ निर्देशात्मक रणनीति बेहतर और बेहतर हो जाती है यदि एक निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल में सीखने के इन सभी पांच प्रथम सिद्धांतों को शामिल किया गया है तो यह काफी प्रभावी कुशल और आकर्षक होने की संभावना है और यह अनिवार्य रूप से मेरिल के सिद्धांतों के पीछे की पृष्ठभूमि है अभ्यास आकलन करें कि आपकी पसंदीदा निर्देशात्मक रणनीतिरणनीति जो कुछ भी आप वर्षों से उपयोग कर रहे हैं आपके द्वारा सिखाए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में आपकी पसंदीदा निर्देशात्मक रणनीतिरणनीति मेरिल के पांच पहले सीखने के सिद्धांतशामिल हैं आकलन करें कि मेरिल के पहले पांच सिद्धांत किस हद तक मौजूद हैं अभ्यास के परिणामों को साझा करने के लिए धन्यवाद taleiisctagmailcom अगली इकाई में हम मेरिल के सीखने के पांच पहले सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशात्मक डिजाइन को देखेंगे यह एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें सीखने के सभी पांच प्रथम सिद्धांतों को शामिल किया जाएगा हमने इस मॉडल को पिछली इकाइयों में भी छुआ है हम उस मॉडल का थोड़ा और विस्तार से पता लगाने की कोशिश करेंगे और उस मॉडल और मेरिल के सीखने के पांच पहले सिद्धांत के बीच पत्राचार देखेंगे धन्यवाद और हम अगली इकाई के साथ फिर मिलेंगे